नमस्कार आज इस सत्र में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है जब हमने पिछले व्याख्यान में सर्किट के सीरीज पैरेलल संयोजन पर चर्चा की तो हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर भी चर्चा की जिससे हमें पता चला कि इन दो तकनीकों की मदद से हम सर्किट को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं सीरीज पैरेलल संयोजन के मामले में हमने चर्चा की कि जब एलिमेंट सीरीज या पैरेलल में होते हैं वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन काम करता है इसी तरह स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर व्याख्यान में हमने चर्चा की कि यदि सर्किट बहुत जटिल दिखता है और यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि स्टार या डेल्टा के लिए एक पैटर्न है तो आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर सकते हैं और सर्किट को सरल बना सकते हैं इन दो तरीकों से हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि आप सर्किट को कैसे सरल बना सकते हैं उसी तरह आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे सर्किट को हल करने के लिए और इन विशेष तकनीकों की मदद से सर्किट को हल करने में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मदद कर सकता है इसलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को एक उपकरण माना जाएगा जो एक्विवैलेन्स की अवधारणा का उपयोग करता है एक्विवैलेन्स से क्या मतलब है आइए पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट वह है जिसकी वोल्टेज करंट की कैरेक्टेरिस्टिक्स मूल सर्किट के समान हों इसका अर्थ है कि यदि आपके पास दो सर्किटों के लिए V I कैरेक्टरिस्टिक समान है तो आप कह सकते हैं कि दोनों सर्किट एक दूसरे के बराबर है और सर्किट की इस प्रॉपर्टी को एक्विवैलेन्स कहा जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रजिस्टर को बदलने की प्रक्रिया है जो एक करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर पैरेलल में है या इसके विपरीत हो सकता है जिसका अर्थ है रजिस्टर के साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स को रजिस्टर के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ बदला जा सकता है तो हम इसे कैसे करेंगे हम समझते हैं नोड वोल्टेज या मेष करंट विधि के मामले में सर्किट निरीक्षण की मदद से हम जो समीकरण प्राप्त कर रहे थे हम सर्किट को देख रहे थे और मूल रूप से विभिन्न मेषों में मेष करंट को निर्दिष्ट करने की पहचान कर रहे थे और फिर पता लगा रहे थे कि मेष करंट का मूल्य क्या होगा इसी तरह एक नोड वोल्टेज हम नोड पर वोल्टेज असाइन कर रहे थे और किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉ का उपयोग करके हम नोड वोल्टेज के मान की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे

तो यह मूल रूप से हम इंडिपेंडेंट करंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट के साथ साथ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की मदद से कर रहे थे मान लीजिए कि हम अपने सर्किट एनालिसिस में तेजी लाना चाहते हैं तो हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को भी जोड़ सकते हैं हम एक रजिस्टर के साथ सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स या इसके विपरीत एक रजिस्टर के साथ पैरेलल करंट सोर्स को प्रतिस्थापित करके आप सर्किट एनालिसिस प्रक्रिया को गति दे सकते हैं इसलिए यदि आप चित्र को देखते है तो आपको टर्मिनल a और b के बीच एक सीरीज रजिस्टर R दिखाई देता है और एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का कहना है कि यदि आपके पास सर्किट में नोड a और b दोनों में वोल्टेज करंट संबंध है इसका मतलब है कि यह रजिस्टर R के साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स का उपयोग करके एक इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में दर्शाया जा सकता है अब अगला प्रश्न यह होगा कि हम के संदर्भ में कैसे पता लगाएंगे या के संदर्भ में है या इन दो रजिस्टर का क्या होगा क्या दोनों एक समान रहेंगे या वे बदलने वाले हैं तो इस विशेष तकनीक में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो विभिन्न सोर्सेस का मूल्य कैसे भिन्न होता है जो कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स तक हो सकता है तो हमें करंट सोर्स का मान ज्ञात करना होगा और यदि यह कर्रेंट्स से वोल्टेज तक है फिर हमें वोल्टेज सोर्स के एक्विवैलेन्ट मूल्य का पता लगाना होगा और फिर सीरीज या पैरेलल में जुड़े रजिस्टेंस का मूल्य क्या होगा अब हम जानते हैं कि यह दिखाना बहुत आसान है कि ये एक्विवैलेन्ट हैं हम क्या करेंगे हैं हम पहले सोर्स को बंद कर देंगे और हम टर्मिनल ab पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाएंगे इसलिए यदि आप सोर्स के सर्किट स्विचिंग को देखते हैं इसका मतलब क्या है सोर्स को स्विच करने का मतलब है कि अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो आप इसे केवल शॉर्ट सर्किट के रूप में बनाएं और यदि आपके पास एक करंट सोर्स है तो आप इसे ओपन सर्किट बना देंगे इसलिए यदि आप इस मामले को देखते हैं तो आप वोल्टेज सोर्स के शॉर्ट सर्किट होने पर ab पर एक्विवैलेन्ट रजिस्टर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस R है इसी तरह करंट सोर्स के मामले में यदि आप करंट सोर्स ओपन सर्किट बनाते हैं क्या उसे फिर से सर्किट से डिस्कनेक्ट किया जाता है तो एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस R होगा तो क्या होगा जब हम दोनों सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे हम देखेंगे कि टर्मिनल ab पर एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस समान रहेगा यही R है तो यह अब दोनों ही मामलों में होगा यदि आप टर्मिनल a और b को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैंतो a से b बहते हुए शॉर्ट सर्किट करंट के प्रवाह का मान क्या रहेगा इस सर्किट को एक बार फिर से करें जब सर्किट वैसा ही हो जैसा कि पिछली बार था जो अब हमें करना है वह यह है कि आपको a और b को शॉर्ट सर्किट करना है और आपका उद्देश्य इस करंट शॉर्ट सर्किट करंट के मूल्य का पता लगाना है मान लीजिए अगर यह है तो का मान क्या होगा यह बसहोगा अब इस मामले में यदि आप a और b को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो क्या होगा यह इस मामले में उपेक्षित होगा इसलिए a से b में प्रवाहित होने वाली शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होगी इसलिए हम यहां उसी सर्किट के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे जैसे कि अब छोटे रूप में दिया गया है जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि जब हम इक्विवेलेंट सर्किट का निर्माण कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी समान होनी चाहिए इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट करंट दोनों ही मामलों में समान होना चाहिए तो हम यहाँ से क्या प्राप्त करते हैं हम यहां से तो यह आपको यह विचार देगा कि जब आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स से कैसे संबंधित होगा तो यह हमें सर्किट की मदद से मिला और अब हमने पाया कि जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यह वोल्टेज और करंट सोर्स के बीच संबंध है इसलिए हमें वोल्टेज संबंध के साथ साथ रजिस्टेंस संबंध भी मिला हैं रजिस्टेंस संबंध के लिए हम टर्मिनल के एक्विवैलेन्ट रजिस्टेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं और करंट और वोल्टेज सोर्स संबंध के लिए हमने अभी देखा जब हम a और b शॉर्ट सर्किट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल के माध्यम से बहने वाले करंट प्रवाह का मूल्य क्या होगा अब यदि आपसे पूछा जाए तो शॉर्ट सर्किट के बजाय यदि आप ओपन सर्किट के साथ एक ही अवधारणा का सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों सर्किट के कैरेक्टेरिस्टिक्स हैं इसलिए ओपन सर्किट के मामले में क्या होगा a और b में ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा a और b में ओपन सर्किट सर्किट वोल्टेज होगा इस मामले में ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा अब प्रॉपर्टी के अनुसार ओपन सर्किट वोल्टेज होगा यदि आप देखते हैं कि दोनों सर्किट समान हैं तो आपको पहले सर्किट के लिए या दूसरे सर्किट के लिए के बराबर होना चाहिए आपको मिलता है यह कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा है यह वही चीज़ है जो आपको पहले मिला था अर्थात आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि क्या यह शॉर्ट सर्किट कैरेक्टेरिस्टिक्स है या ओपन सर्किट कैरेक्टेरिस्टिक्स समान है क्योंकि यह समान आउटपुट दे रहा है तो अब हमने दोनों समान सर्किट्स में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बीच संबंध स्थापित किया है हम वोल्टेज सोर्स ेस और करंट सोर्स के बीच संबंधों को संक्षेप में बता सकते हैं or अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी डिपेंडेंट सोर्सेस पर लागू किया जा सकता है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकते हैं लेकिन हमें किसी भी वोल्टेज या किसी अन्य एलिमेंट के माध्यम से करंट वेरिएबल से विभिन्न सोर्सेस की निर्भरता के कारण सावधानी से संभालना होगा इस निर्भरता के कारण हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे संभालेंगे जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और आप रजिस्टेंस प्रवाह के साथ निर्भरता देखते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस विशेष रजिस्टेंस पर विचार नहीं किया जा सकता है इसलिए यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें अभी बहुत सावधान रहना होगा इस सर्किट को नीचे देखें जैसा कि हमने पिछले मामले में देखा था इस मामले में भी आप संबंध स्थापित कर सकते हैं कि रजिस्टेंस R के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स यह रजिस्टेंस R के साथ पैरेलल में करंट सोर्स के समान रूप से दर्शाया जा सकता है इस मामले में वोल्टेज सोर्स एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा इसी तरह करंट सोर्स भी डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा और इन दोनों के बीच संबंध इस तरह से स्थापित होना चाहिए कि इन सोर्सेस की निर्भरता बरकरार रहे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की तरह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी सर्किट के शेष भाग को प्रभावित नहीं करता है इसलिए आप उन्हें सर्किट के एक विशेष सेगमेंट के लिए लागू करेंगे लेकिन यह सर्किट के बाकी हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा इसलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जब यह लागू होता है सर्किट हेरफेर करके सर्किट एनालिसिस को सरल करने की अनुमति देता है इसलिए जहाँ भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना देखते हैं आप उन्हें लागू करते हैं और सर्किट को सरल बनाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निपटने के दौरान आपको दो बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा वह यह है पहला यह है कि करंट सोर्स की दिशा वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर निर्देशित है वोल्टेज सोर्स के मामले में R 0 के बराबर होने पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लागू नहीं होता है इसलिए यदि आप R को 0 के बराबर बनाते हैं तो यह एक आदर्श सोर्स बन जाएगा यदि आप R को 0 के बराबर बनाते हैं तो यह आदर्श वोल्टेज सोर्स बन जाएगा और यदि आप R को अनंत के बराबर बनाते हैं तो यह आदर्श करंट सोर्स बन जाएगा इसलिए आदर्श वोल्टेज सोर्स और आदर्श करंट सोर्स को वोल्टेज से करंट या करंट से वोल्टेज में नहीं बदला जा सकता है इसलिए भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब हम वोल्टेज या करंट सोर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हों क्योंकि जब आपके पास एक आदर्श करंट सोर्स होता है तो आप इसे किसी भी फाइनेट वोल्टेज सोर्स से बदल नहीं सकते हैं इसलिए यह तब लागू नहीं होता है जब वोल्टेज और करंट सोर्स आदर्श होते हैं अब एक उदाहरण देखते हैं ताकि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अवधारणा को समझ सकें अब मान लें कि सर्किट इस तरह दिया गया है और आपको वोल्टेज जो 8 ओम पर है खोजने के लिए कहा जाता है अब आप इसे कैसे हल करेंगे पहले सेगमेंट को देखते हैं हम कहते हैं कि यह टर्मिनल a टर्मिनल b है और इस टर्मिनल के बाईं ओर एक करंट सोर्स है और इसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टेंस है इसलिए हमने जो पहले चर्चा की थी उसके समान है कि यह रजिस्टेंस के पैरेलल करंट सोर्स है जो एक रजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है तो हमने जो चर्चा की वह का मूल्य था तो यह 12 वोल्ट बन जाएगा अब आपको वोल्टेज का मान मिल गया है कि इसकी पोलेरिटी क्या होनी चाहिए क्योंकि करंट नीचे की ओर है इसलिए इसकी पोलेरिटी अभी प्लस होगी रजिस्टर का मान क्या होगा रजिस्टर मान वैसा ही रहेगा लेकिन अब यह सीरीज में होगा तो ab पर आपका अपडेटेड सर्किट इस तरह का होगा अगला आप आसानी से देख सकते हैं कि 4 ओम और 2 ओम रजिस्टेंस सीरीज में हैं इसलिए आप दोनों को क्लब कर सकते हैं और आपको इस तरह से एक सर्किट मिलेगा जहां आपके पास 6 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स है और फिर आपके पास 8 ओम रजिस्टेंस हैं इसलिए हमें इस पर वोल्टेज और फिर सर्किट के बाकी हिस्सों का पता लगाना है इसलिए यह 3 ohm रजिस्टेंस है और करंट सोर्स 4 एम्पीयर का है अब यदि आप देखते हैं कि यह फिर से एक उम्मीदवार है जिसे करंट सोर्स में तब्दील किया जाता है क्योंकि यहां यह देखते हुए कि 6 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में 12 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है तो हम क्या करेंगे बस वोल्टेज को एक करंट में बदल देंगे यदि आप 6 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज देखेंगे तो एक्विवैलेन्ट करंट 2 एम्पीयर होगी और तब पैरेलल रेजिस्टेंस होगा जो 6 ओम रजिस्टेंस होगा तो अब आपको इससे एक अपडेटेड सर्किट मिला है यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पैरेलल में दो करंट सोर्स हैं और पैरेलल में तीन रजिस्टर हैं तो आप इन दो करंट सोर्स को और इन दो रजिस्टर को क्लब कर सकते हैं जबकि आपको इस रजिस्टर को बरकरार रखना होगा क्योंकि आपको 8 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज का पता लगाने की जरूरत है तो क्या होगा अब यदि आप 2 एम्पीयर और 4 एम्पीयर को क्लब करते हैं आप अंततः 2 एम्पीयर करंट सोर्स प्राप्त करेंगे और यदि आप 6 ओम और 3 ओम रजिस्टेंस को क्लब करते हैं तो आपको अंत में 2 ओम रजिस्टेंस मिलेगा आपको अंत में एक बहुत ही सरल सर्किट मिलता है जहां आपके पास 2 एम्पीयर करंट सोर्स 2 ओम रजिस्टेंस पैरेलल में होता है और 8 ओम रजिस्टेंस जिस पर हमें वोल्टेज का पता लगाना होता है तो बस करंट डिवीजन का उपयोग कर हम 8 ओम रजिस्टेंस में 04 एंपियर करंट के रूप में प्राप्त करेंगे और फिर वोल्टेज 8 में करंट प्रवाह के अलावा कुछ नहीं है और आपको 32 वोल्ट मिलेगा इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि इस पर वोल्टेज समान होगा इसलिए आप दोनों को क्लब कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि वोल्टेज तो दोनों ही मामलों में आपको एक ही वोल्टेज मिलेगा अब हम थोड़ा जटिल सर्किट देखते हैं जहाँ हमारे पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है आप इस मामले में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कैसे करेंगे इसलिए आप सर्किट के इस विशेष सेगमेंट को देखेंगे अगर आप कहते हैं कि यह टर्मिनल a और b है तो आप क्या देखते हैं यह एक 4 ओम रजिस्टेंस के पैरेलल एक करंट सोर्स है इसलिए 4 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स के बराबर परिवर्तित किया जा सकता है इसलिए यदि आप गुणा करते हैं तो हम 4 ओम रजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स के रूप में प्राप्त करेंगे और हमें 2 ओम रजिस्टेंस पर वोल्टेज का पता लगाना होगा अब वोल्टेज सोर्स मान इस वोल्टेज पर डिपेंडेंट करता है 2 ओम रजिस्टेंस पर वोल्टेज डिपेंडेंट करता है इसलिए हम इसे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमें इसे रखना है यह सर्किट में है और हम बाकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं अब यदि आप इस विशेष सेगमेंट को देखते हैं तो इसे फिर से वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया जा सकता है तो जो हमें मिलता है हमें 1 ओम के साथ सीरीज में 3 वोल्ट मिलता है क्योंकि 3 एम्पीयर R के साथ पैरेलल में है यदि आप दोनों को क्लब करते हैं तो भी वोल्टेज नहीं बदलेगा क्योंकि ये दोनों एक ही वोल्टेज साझा कर रहे हैं क्योंकि यदि आप 2 ओम पर वोल्टेज देखते हैं इस मामले में वोल्टेज समान रहेगा भले ही आप दोनों को क्लब करें तो आप को समान रख सकते हैं और उन दोनों को क्लब कर सकते हैं इसलिए हमारे लिए इस 2 ओम अक्षुण्ण को बनाए रखने के बजाय अवधारणा को समझना आसान होगा क्योंकि अब यहाँ हम पैरेलल में दोनों रजिस्टेंस को रखते हैं इसलिए हम दोनों को क्लब करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि वोल्टेज समान रहेगा इसलिए हमारे लिए रजिस्टेंस का विशेष संयोजन करना ठीक है तो अब हमारे पास 1 ओम रजिस्टर बराबर है और एक 3 एम्पीयर करंट सोर्स हैं इसलिए जब आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो चूंकि यह 2 ओम अब 1 ओम बन गया है अंत में क्योंकि आप दोनों को क्लब करते हैं तो पैरेलल में 3 एम्पीयर होते हैं इसलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा आपको 1 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में 3 वोल्ट मिलेगा और फिर आपके पास वही है जिसे आपको पता लगाना है और फिर आपके पास के साथ सीरीज में 4 ओम हैं और फिर हमारे पास सर्किट में 18 वोल्ट हैं अब जैसा कि हम अब चर्चा करते हैं अभी भी बरकरार है जो सवाल है कि हमें के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है इसलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन ठीक हैं आपको क्या करना है आपको मेष एनालिसिस का उपयोग करना होगा और आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बड़े लूप में लागू करेंगे जो आपको मिलेगा सवाल यह है कि हमारे यहां दो अज्ञात और हमें केवल एक ही समीकरण मिला है इसलिए हमें यह दूसरा समीकरण कहां मिलेगा यदि आप इन दो टर्मिनल ab में वोल्टेज देखते हैं तो मान लीजिए कि का मान क्या होगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन आप जानते हैं कि इस 1 ओम के माध्यम से बहने वाली करंट में है जिसे हमने पहले लूप की गणना में माना है हम कह सकते हैं तो जिस तरह से हमने की गणना की है यह मान आप उपरोक्त समीकरण में डाल सकते हैं और इसे सरल बना सकते हैं जैसा कि आपको मिलेगा A V अब कुछ मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं कि व्यावहारिक सोर्स के लिए इन विशेष पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर विचार किया जाना चाहिए पहला यह है कि जब हम एक वोल्टेज सोर्स को बदलते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सोर्स वास्तव में विचाराधीन रजिस्टेंस के साथ सीरीज में हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप नीचे इस सर्किट को देखते हैं तो यह वोल्टेज सोर्स 10 ओम रजिस्टर के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पूरी तरह से मान्य है जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप 6 वोल्ट और 30 ओम जैसे इन दो एलिमेंट्स पर विचार करते हुए समान सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लागू नहीं कर सकते क्योंकि यह 30 ओम 60 वोल्ट सोर्स के साथ सीरीज में नहीं है इसलिए वह चीज जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही उम्मीदवार का चयन कैसे करते हैं और कभी कभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते समय यह बहुत ही सामान्य प्रकार की त्रुटि बन जाती है अब अगला यह है कि इसी तरह से जब हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना होता है कि करंट सोर्स में कम से कम एक रजिस्टर पैरेलल में हो अगर आपको यकीन नहीं है कि यह कैसा लग रहा होगा तो आप सर्किट को थोड़ा बदल सकते हैं आप देखते हैं कि 1 एम्पीयर करंट सोर्स 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल है ताकि आप इस तरह से सर्किट को फिर से लिख सकें ताकि आप आसानी से देख सकें कि 3 ओम रजिस्टर के पैरेलल 1 एम्पीयर करंट सोर्स है जब आपको यकीन हो तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लागू कर सकते हैं और मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तो इस मामले में हमें जो मिला है हमें अब 3 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में 3 वोल्टेज सोर्स मिला है यह रजिस्टर आप वोल्टेज सोर्स के नीचे या तो वोल्टेज सोर्स के ऊपर रख सकते हैं इसका स्थान के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है इसलिए दोनों समान होंगे या तो आप एक तरफ रख देंगे या केवल एक महत्वपूर्ण चीज को याद रखेंगे जिससे आपको याद रखना होगा कि करंट की दिशा आपको यह विचार देगी कि वोल्टेज सोर्स की पोलेरिटी को कैसे परिभाषित किया जाएगा अब सारांश में हम क्या कह सकते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सामान्य लक्ष्य सर्किट में सभी करंट सोर्स या सभी वोल्टेज सोर्स के साथ समाप्त होना है ताकि हम आसानी से नोडल या मेष एनालिसिस लागू कर सकें बार बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जा सकता है ताकि रजिस्टर और सोर्सेस को अंततः संयोजित किया जा सके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान रजिस्टर का मूल्य नहीं बदलता है यह वही है जो हमने देखा है लेकिन यह वह रजिस्टर नहीं है जिसका मतलब है कि करंट या वोल्टेज जो कि मूल रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है वह बिल्कुल खो गया है इसका मतलब है कि आप जिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 3 ओम रजिस्टेंस कर रहे हैं वे आपको समान आउटपुट नहीं देंगे इसका मतलब है कि अब 3 ओम रजिस्टर का स्थान बदल दिया गया है इस तरह से आप कह सकते हैं कि रजिस्टेंस का मान समान है लेकिन इसका संबंध अनियमित रूप से खो गया है जिसका अर्थ है कि आप तब तक रजिस्टेंस के आउटपुट को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप मूल रूप में वापस लौट आए इसलिए यद्यपि रजिस्टेंस मूल्य समान है लेकिन इसका मूल्य समान रहेगा लेकिन संघ बदल गया है अब किसी विशेष रजिस्टेंस से जुड़े वोल्टेज या करंट को एक नियंत्रित वेरिएबल के रूप में उपयोग किया जाता है तब क्या होगा इसलिए उस स्थिति में इसे किसी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए इसलिए उस स्थिति में आपके विशेष रजिस्टेंस को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि अंतिम सर्किट जब हम वोल्टेज और करंट से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करते हैं और वेरिएबल वैल्यू का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स पैरामीटर अछूता रहता है इसलिए आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स को किसी विशेष रजिस्टेंस में करंट वैल्यू देखते हैं या रजिस्टर पर वोल्टेज सोर्स के मान के आधार पर उन पैरामीटर्स के आधार पर होगा इसलिए हम उन पैरामीटर्स को अछूता रखने की कोशिश करते हैं जो किसी विशेष एलिमेंट से जुड़े वोल्टेज या करंट में रुचि रखते हैं इसलिए एलिमेंट को किसी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए मान लें कि कोई डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं है लेकिन हम खोजना चाहते हैं उस एलिमेंट पर वोल्टेज या एलिमेंट के माध्यम से करंट हम किसी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस एलिमेंट का उपयोग नहीं करेंगे अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में करंट सोर्स का सिर जो कि एरो है वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के अनुरूप होगा इसलिए यही है कि जब हम करंट को वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा करंट सोर्स और रजिस्टेंस के ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है कि दो एलिमेंट पैरेलल होने चाहिए और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज सोर्स में रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में होना चाहिए इसलिए इन बातों पर जिन पर हमने चर्चा की है हमें वोल्टेज या करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखना चाहिए तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं अगले सत्र में हम सर्किट की कुछ अन्य रोमांचक अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे